कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन - I I I सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 7 में हैं सर्फ़ेस के मॉडल का निर्माण करना सीख रहे हैं और आगे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पर अवलोकन के बारे में थोड़ा सीख रहे हैं तो आज की कक्षा में हम विभिन्न सर्फ़ेस के निर्माण तकनीकों के बारे में जानेंगे इन सभी सर्फ़ेस निर्माण तकनीकों में हम मुख्य रूप से क्यूबिक पोलिनोमियल का उपयोग आधार कार्यों के रूप में करते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास u1u2u3 है और जैसे कुछ डेटा बिंदु हैं और यदि आप चाहते हैं यदि आप पहले एक कर्व बनाने में रुचि रखते हैं तो हम यह लगाएंगे कि यह एक घन संबंध को संतुष्ट करता है जहां c0 c 1 c 2 c 3 गुणांक हैं और u एक पैरामीटर है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं यह कहने की स्थिति में कि xyz के निर्देशांक क्या हैं विभिन्न xyz निर्देशांक जिन्हें हम इसे प्लग करने जा रहे हैं इसलिए हम एक पैरामीटर कर्व प्राप्त करने की स्थिति में होंगे यहाँ यह प्रत्येक cs c0 c 1 c 2 c 3 मूल रूप से उस बहुपद कर्व के भार कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है वे 1 1 1 1 तरह की चीज हो सकते हैं या 1 0 1 0 प्रकार की चीज 1 05 01 उस तरह की चीज हो सकती है इसलिए इन भारों को हमने ध्यान से दिखाया है ताकि एक अच्छा कर्व वास्तव में इन बिंदुओं से गुजर सके एक बार जब हम इन घन बहुपद का निर्माण करते हैं पहले एक हर्मीट बाइबिक सर्फ़ेस के संदर्भ में हम क्या करते हैं हम बिंदुओं के बीच एक कर्व का निर्माण करते हैं वे बिंदु यदि यहा हम शामिल कर रहे हैं यदि हम एक विशेष कर्व प्राप्त कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए बिंदु p0 p1 तो हम जानते हैं कि ये उस प्रणाली के किसी भी xy निर्देशांक हैं हमें उस बिंदु के बारे में जानकारी है हमारे पास p 1 के बारे में जानकारी है और इसी तरह हमारे पास p0 पर स्पर्शक रेखा के बारे में जानकारी है जिसे हम p0 Prime को दिखा सकते हैं इसी तरह P1 पर स्पर्शरेखा जिसे हम P1 प्राइम कह रहे हैं यदि हमारे पास यह जानकारी है तो इस दिशा में एक कर्व यदि हम उन स्पर्शरेखा सूचनाओं और बिंदु जानकारी के आधार पर प्रक्षेप कर सकते हैं एक स्मूध कर्व यदि हम उस से गुजर रहे हैं जिसे हम हर्मीट कर्व कहते हैं वे एक विशेष संबंध को संतुष्ट करते हैं जहां आपका P उस कर्व पर कोई बिंदु p के इस संबंध को संतुष्ट करने वाला है हर्माइट कर्व जिसे हम सर्फ़ेस पर भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी भी हेर्माइट कर्व को चुनते हैं जो उस सर्फ़ेस पर गुजर रहा है उस बिंदु को उठाएं जहां uv की जानकारी में हमारे पास पैरामीट्रिक भिन्नता है उस सर्फ़ेस पर uv की दिशा में बिंदु इस संबंध को संतुष्ट करने के लिए माना जाता है अंक और स्पर्शरेखा जानकारी के आधार पर हमारे पास यह वह है और जब हम निर्माण कर रहे होते हैं तो हम कुछ मुद्दों जैसे वजन और अन्य चीजों को कम करने की कोशिश करते हैं उस उद्देश्य के लिए हम फ़ंक्शन मानों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं हम फ़ंक्शन मानों का उपयोग करते हैं और उनके डेरिवेटिव भी उस सर्फ़ेस और उस मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग बिंदुओं को लगाने की कोशिश करते हैं जो इस बात पर आधारित है कि यह कितनी नियमित रूप से अनियमित रूप से उस पर आधारित है उस पर हम इन सर्फ़ेस का निर्माण करने जा रहे हैं अन्य तरीके हैं सर्फ़ेस निर्माण का भी उने बेजियर कर्व और बेजियर सर्फ़ेस कहा जाता है उस में हमारे पास P1 P 2 P 3 P 4 जैसे विशेष डेटा बिंदु हैं हम सीधे इन डेटा बिंदुओं में शामिल नहीं होते हैं हम जो करते हैं हम इन डेटा बिंदुओं के बीच कुछ निश्चित बहुभुज के आधार पर उसे निर्माण करते हैं और जब हम इन बहुभुजों को फिट कर रहे होते हैं तो जो भी कर्व इन बहुभुजों को पार करने से गुजरता है उसे ही हम बेज़ियर कर्व्स बनाते हैं अगर मैं इसे पैरामीट्रिक भिन्नता P किसी भी बिंदु P के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ तो उस कर्व पर पैरामीट्रिक कर्व को Pi Ki के संदर्भ में विस्तारित किया जाना चाहिए जहाँ k 1 k 2 k 3 k 4 में ये घन प्रक्षेप हैं तो t हमारा पैरामीट्रिक वैरिएबल है जैसे कि हमारे u एक क्यूबिक बहुपद एक क्यूबिक एक क्यूबिक एक क्यूबिक के विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में हम सावधानीपूर्वक समायोजित करने जा रहे हैं इसलिए हम बहुभुज के निर्माण की स्थिति में होंगे जिसके माध्यम से यह विशेष बहुपद कर्व वास्तव में गुजरता है अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो उस तरह के घटों को हम बेज़ियर कर्व्स कहते हैं और ये सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधित्व वाले कर्व हैं और जब हम इस तरह के कर्व खींच रहे होते हैं तो हमें उस चिकनी कर्व के निर्माण के लिए केवल 4 बिंदुओं की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए हमारे पास P 1 P 2 P 3 P 4 है इसका प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका शायद है मैं बस एक लाइन की तरह निर्माण करने जा रहा हूं या शायद मैं सिर्फ एक स्पलाइन जैसा कुछ बनाता हूं सबसे अच्छा देखाव हमे इस बेज़ियर देखाव के मिलेगा जिससे इन भारों को कम करके हम एक कर्व बनाने की स्थिति में होंगे अधिकांश ग्राफिक्स एडिटर सॉफ्टवेयर जो भी हम वास्तव में कर्व बनाता है तो वह इन बेजियर कर्व्स पर काम करता है और को प्रस्तुत करते हैं यदि आप 3 आयामों में देख रहे हैं उदाहरण के लिए यह पहला डेटा है जो 4 डेटा पॉइंट हैं हमारे पास हैं फिर पहले हम उस में एक बेजियर कर्व का निर्माण करेंगे इसी तरह हमारे पास अन्य डेटा बिंदु जैसे एक शायद दो नीचे तीन और चार होंगे फिर हम एक और बेजल कर्व पारित करने की स्थिति में होंगे इसी तरह एक और बेजियर कर्व दूसरे दिशाओं पर इसी तरह का एक अन्य बेजियर कर्व जिसमें हमारे 4 डेटा बिंदु हैं तो इस तरह से एक सर्फ़ेस मे से एक बेजियर कर्व पास करें इसलिए हम इसे निर्माण की स्थिति में होंगे उस वस्तु पर एक नि शुल्क सर्फ़ेस केवल 16 डेटा बिंदुओं को जानकर हम बहुत ही स्मूध सर्फ़ेस बनाने की स्थिति में होंगे आइए हम ध्यान से देखें हमारे पास जो डेटा है वह 1 2 3 4 है इसी तरह 1 शायद 2 3 4 एक निचला 5 और इसी तरह ये डेटा बिंदु हैं जो हमारे पास हैं अब एक सर्फ़ेस का निर्माण करना है क्योंकि ये डेटा बिंदु बिखरे हुए हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है जो वास्तव में उस सर्फ़ेस पर हो सकता है उस उद्देश्य के लिए जो हमें आवश्यक है अगर हमारे पास इन बेजियर कर्व सिद्धांतों का उपयोग करके न्यूनतम 16 अंक हैं तो यह एक स्मूध सर्फ़ेस का निर्माण कर सकता है सर्फ़ेस के साथ कर्व स्वयं मौजूद नहीं है जब तक कि हम कुछ गुणांकों द्वारा भारित इन 4 बिंदुओं के संयोजन की गणना नहीं करते हैं तो क्या वह कर्व वह मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये असतत डेटा बिंदु हैं वहीं से हम इसका निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिनिधित्व के अन्य तरीके को देखे तो ये डेटा B splines नामक सर्फ़ेस के निर्माण की कोशिश करते हैं जिसे बेसिस स्प्लिन्स तकनीक भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ड्राइंग कोर्स है हम इन कर्व्स के गणितीय सूत्रीकरण में बहुत अधिक विवरण नहीं दे रहे हैं लेकिन सिर्फ एक समग्र विचार रखना है कि किस प्रकार के कर्व्स किस तरह के अनुप्रयोगों के लिए अच्छे हैं यही वह चीज है जिसके साथ हम जा रहे हैं इसके बारे में जानें आधारभूत तकनीक में हम बहुभुज का उपयोग करने जा रहे हैं किसी भी घन बहुपद के बजाय इसलिए हम किसी भी बहुपद का उपयोग करने के बजाय यदि हम इन बहुभुजों को लेने जा रहे हैं तो हम इसे आधार विभाजन कहते हैं बी स्पीन शब्द इसहाक जैकब स्कोनबर्ग द्वारा गढ़ा गया था और यह आधार रेखा कहने का एक संक्षिप्त प्रतिनिधित्व है आदेश n का एक स्प्लीन फ़ंक्शन एक चर इंडेक्स x में डिग्री एन माइनस 1 का एक टुकड़ा करने वाला बहुपद है वे स्थान जहाँ टुकड़े मिलते हैं उन्हें नोट्स कहा जाता है स्प्लाइन कार्यों की प्रमुख संपत्ति यह है कि वे और उनके डेरिवेटिव नॉट्स की बहुलता के आधार पर निरंतर हो सकते हैं इन नोट्स को कितना जटिल किया जा सकता है और हम क्यूबिक पॉलिनॉमिअल्स की तरह कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं जैसे कि हमने बेज़ियर कर्व्स के लिए क्या उपयोग किया है लेकिन यहां हम बहुभुज का उपयोग करते हैं इन बहुभुजों को ध्यान से समायोजित करके हम सर्फ़ेस के निर्माण की स्थिति में होंगे उदाहरण के लिए हमारे पास ये डेटा पॉइंट हैं सबसे आसान बहुभुज जिसे मैं वास्तव में ठीक कर सकता हूं वह एक पूंछ की तरह कुछ है एक रेक्तेंगुलर पूंछ जिसे मैं रख सकता हूं शायद मैं एक निर्माण कर सकता हूं या शायद एक त्रिकोण मैं वास्तव में निर्माण कर सकता हूं इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने से मैं सर्फ़ेस बनाने की स्थिति में रहूँगा इसलिए उन बहुभुजों को नियंत्रित करने के आधार पर यह हेक्सागोन डोडेकाहेड्रोन और इतने पर हो सकता है हम एक अच्छी सर्फ़ेस के निर्माण की स्थिति में होंगे ऑर्डर एन के बी स्प्लिन एक ही नोट्स पर परिभाषित एक ही आदेश के लिए स्प्लीन के लिए आधार फ़ंक्शन जिसका अर्थ है कि सभी संभव स्प्लीन फ़ंक्शन बी स्प्लीन के रैखिक संयोजन से बनाया जा सकता है लाभ यह है कि आप वास्तव में इसे एक रैखिक फ़ंक्शन के रूप में जोड़ सकते हैं यही वह लाभ है जो हमें इस बी स्प्लिन के साथ मिलेगा और प्रत्येक स्पलाइन फ़ंक्शन के लिए केवल एक अद्वितीय संयोजन है जब आप उस का उपयोग कर रहे हैं तो उस सर्फ़ेस के निर्माण में कोई भी गुणन शामिल नहीं होगा आपके पास वह अद्वितीय देखाव होगा उदाहरण के लिए जहाज के पतवार की तरह आप निर्माण करना चाहते हैं और इसी तरह आमतौर पर ये बी स्प्लिन सर्फ़ेस काफी लोकप्रिय हैं यदि आप कोई भी CAD सॉफ्टवेयर खोलते हैं जैसे की सॉलिड वर्क्स हो सकते हैं ऑटोकैड ये विकल्प आपके पास होगा या ओपेन GL होगा ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जहां आपके पास इस प्रकार के विकल्प होंगे उन जैसे कि आप वास्तव में इसे बी स्प्लिन या बेजियर कर्व्स या हर्माइट आधार कार्यों और इतने पर के माध्यम से प्रक्षेपित करना चाहेंगे गॉर्डन सर्फ़ेस द्वारा अन्य प्रकार का देखाव मिल सकता है तो इस प्रकार की गॉर्डन सर्फ़ेस को फ्रीफ़ॉर्म सर्फ़ेस मॉडलिंग कहा जाता है इसका मतलब है आपके पास डेटा बिंदु हैं जो आप वास्तव में ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं ताकि सर्फ़ेस उस CAD सॉफ़्टवेयर पर स्वाभाविक रूप से समायोजित हो तो आपके पास G 1 G 2 ka का एक नेटवर्क होगा उदाहरण के लिए जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यह एक कर्व है आपके पास एक और कर्व है आपके पास एक और कर्व है और आपके पास अलग अलग डेटा बिंदु हैं यहां और वहां अब अपने CAD सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके आप अपने माउस को इधर उधर ले जाने के लिए केवल एक डेटा पॉइंट चुन सकते हैं तो उन सर्फ़ेस भिन्नताएँ जिन्हें आप देखना शुरू करते हैं और आप ध्यान से इन सभी में अपनी सर्फ़ेस खींचते हैं ये अंक अच्छी तरह से सर्फ़ेस की एक अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए मैप किया गया इस तरह की सर्फ़ेस को हम गॉर्डन सरफेस कहते हैं यह आपके G 1 कर्व G 1 कर्व और इन G1 के प्रतिच्छेदन जैसे कुछ प्रकार के संबंधों को संतुष्ट करता है जी 2 कर्व एक निश्चित सम्मिश्रण फ़ंक्शन को संतुष्ट करने वाला है उदाहरण के लिए जैसे आप इन सर्फ़ेस पर बहुत भिन्नता रखते हैं जैसे कि आप एक ऑटोमोबाइल इंजन सिलेंडर बना रहे हैं जहाँ मफलर होंगे तो इस पाइपलाइन संरचनाओं में अचानक परिवर्तन होगा फिर आप जो वास्तव में निर्माण कर सकते हैं उसका सबसे आसान तरीका यह गॉर्डन सर्फ़ेस है यहाँ इस तरह की वस्तु दिखाई जाती है बेलनाकार अच्छी सर्फ़ेस जैसी कोई चीज अचानक आती है वहाँ एक बम्प होता है वहाँ यंह एक तरह का सेंध लगती है तो आप वास्तव में एक अच्छा कर्व फिट करना चाहते हैं इसके माध्यम से या शायद आप बायोमेडिकल क्षेत्र में अपने फेमर या हड्डी संरचनाओं पर काम कर रहे हैं ये केवल बहुत स्मूध कर्व द्वारा वर्णित नहीं हैं बल्कि इन हड्डियों पर अचानक भिन्नता हो सकती है आप वास्तव में इस तरह की वस्तुओं का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तब देखने का सबसे अच्छा तरीका इन गॉर्डन सर्फ़ेस का उपयोग करना है यह आवश्यक नहीं है कि हिप की हड्डी की संयुक्त तरह की चीज गोलाकार हो तो यह कुछ विशेष कर्व हो सकती है इसलिए जब आप वास्तव में कैमरों के माध्यम से तस्वीरें ले रहे हैं तो आपके पास अलग अलग डेटा बिंदु होंगे अब आप इसे फिर से संगठित करना चाहते हैं और उस संपूर्ण डेटा को अपने 3 डी प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं फिर आप क्या करते हैं आप उन पिक्सेल जानकारी का उपयोग इन गॉर्डन सर्फ़ेस के निर्माण के लिए करते हैं और इसे कंप्यूटर या उस मशीन तत्व को इस तरह से प्रिंट करना सिखाते हैं उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार की गॉर्डन सर्फ़ेस का उपयोग किया जाएगा विशेष रूप से जेट इंजन नलिकाओं और अन्य चीजों के लिए जहां कुछ विघटन होता है तो आप इस गॉर्डन सर्फ़ेस का उपयोग करते हैं दूसरी तरह की सतहें हैं कून्स सर्फ़ेस विशेष रूप से बी स्प्लिन आधार स्प्लिन लोकप्रिय हैं जब सीमाएं खुली होती हैं तो आपके पास असतत डेटा बिंदु होते हैं लेकिन ये असतत डेटा बिंदु कोई सीमा नहीं बनाते हैं उस वस्तु के अंदर से होते हुएकहीं आपके पास है तो आप B splines का उपयोग करते हैं लेकिन अगर ये डेटा एक विशेष प्रकार की सीमा पर इंगित करता है तो हम इन कून्स सर्फ़ेस को कम पर लगते हैं और इस कून्स सर्फ़ेस बेहतर हैं सन्निकटन के लिए इसलिए कॉन्स कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अग्रणी है जो MIT में प्रोफेसर थे और उन्होंने इंजीनियरों के लिए इन डिज़ाइन टूल्स के निर्माण के संदर्भ में बहुत समय बिताया है तो यहाँ कुछ ऐसा है एक अमूर्त में हमारे पास यह कर्व है या डेटा उस विशेष कर्व और उन सीमाओं को बनाने वाले बिंदु हैं इन डेटा बिंदुओं के निर्माण का सबसे अच्छा तरीका क्या है उसके भीतर एक सर्फ़ेस जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है जो हमारे पास है वह केवल सीमा की जानकारी है सबसे अच्छा तरीका क्या है जो मैं वास्तव में उस सर्फ़ेस का निर्माण कर सकता हूं की जो दृश्य के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन निर्माण का मतलब है कि इसके लिए थोड़ा गणितीय कौशल सेट की आवश्यकता है इसलिए कोई भी CAD सॉफ्टवेयर वास्तव में उस तरह की सर्फ़ेस के निर्माण के लिए उस पृष्ठभूमि प्रोग्रामिंग को नियोजित करता है एक कून्स पैच एक प्रकार से कई गुना कंप्यूटराइजेशन ग्राफिक्स है जिसका उपयोग अन्य सर्फ़ेस को आसानी से एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है और कम्प्यूटेशनल यांत्रिकी अनुप्रयोगों में विशेष रूप से परिमित तत्व विधियों और सीमा तत्व विधियों में आप तत्वों के साथ डोमेन की समस्याओं को वास्तव में समझना चाहते हैं ये कून्स सर्फ़ेस काफी लोकप्रिय हैं इसलिए क्षेत्रों को समझने के लिए अंतर समीकरणों को हल करने के लिए कुछ गणितीय प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम परिमित तत्व तरीके कहते हैं आपके पास इन विशेष चीजों में से एक पर सीमाएं हैं और शायद एक सर्फ़ेस जिसे आप वास्तव में एक स्मूध सर्फ़ेस को दिखाना चाहते हैं तो आप इस कून्स सर्फ़ेस को नियोजित करते हैं यहां तक कि मेशिंग उस तस्वीर में स्थानीय रूप से जूमिंग हो सकती है यह कॉन्स सतहें हमेशा मददगार साबित होती हैं और आगे इन कॉन्स सर्फ़ेस पर लोग सम्मिश्रण का उपयोग करने की कोशिश करते हैं इन सर्फ़ेस को स्मूध करने की कोशिश करते हैं और भले ही आप ज़ूम कर रहे हों कि पिक्सेल भिन्नता वास्तव में भिन्न नहीं होनी चाहिए इस तरह की तकनीकें जो लोग उपयोग करते हैं इसके लिए वे बिलिनियर और बायक्यूबिक प्रकार के प्रक्षेप का भी उपयोग करते हैं इसलिए यहां हम जो देख रहे हैं वह मूल रूप से इंजन डक्ट है हवाई जहाज जेट इंजन जो आपके पंखों पर होता है आपके पास जेट इंजन जैसा कुछ होगा जो हवा को एक ईंधन डालते हैं इसे जलाते हैं ताकि निकास बाहर आ जाए और वह उस इंजन के जोर से आपूर्ति कर सके इसलिए इन नलिकाओं में हमेशा कुछ विशेष प्रकार के रूप होते हैं अगर आप देख रहे हैं कि वे बारी बारी से उस दिशा में मुड़ते हैं तो उस तरह के सर्फ़ेस के निर्माण के लिए ये कून्स सतहें काफी लोकप्रिय हैं तो इसके अलावा जब आप इन कर्व बनाते है तो किनारों पर हम वास्तव में बहुत तेज चीजें नहीं करना चाहते हैं इन तेज किनारों को बनाना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है हम इसे बंद करना चाहते हैं इस तरह की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो हम उन सर्फ़ेस के फिलेट करते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास एक प्लेट है एक रेक्तेंग्युलर प्लेट और फिर से हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं हमारे पास यह तेज कोने हैं हम उस तेज कोनों को नहीं चाहते हैं हम क्या करते हैं हम उस सर्फ़ेस को हटाने की कोशिश करते हैं जो इसे स्मूध की तरह बनाता है उदाहरण के लिए यहां उस रेक्टङ्ग्युल हिस्से में हमारे पास स्मूध कोने हैं तेज कोनों की वजह से हम इससे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे हमारी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है या नुकसान हो सकता है या शायद खरोंच हो सकती हैं तो इस रूप को उस विशेष वस्तु पर बनाए रखना मुश्किल है इसलिए हम हमेशा इसे बंद कर देते हैं इस तरह की चीजों को हम फिलेट सरफेस कहते हैं एक फिलेट सर्फ़ेस एक गोल कोने है जो दो अन्य सर्फ़ेस के किनारों को जोड़ती है सबसे आसान तरीका है आप कर्वता की एक त्रिज्या उठाते हैं वहां से एक केंद्र जिसे आप इन कर्व्स के स्पर्शरेखा के रूप में जुड़ने के लिए खींचते हैं और शेष सामग्री को हटा देते हैं और उस जानकारी को निकाल देते हैं ताकि आपको एक फिलेट सर्फ़ेस मिल जाए यहां हमारे पास एक और प्रकार का देखाव है आपके पास यह रेक्टङ्ग्युलर प्लेट है जिसे आप इस स्मूध सर्फ़ेस का निर्माण करने की कोशिश करते हैं और इन भागों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसे हम फिलेट सर्फ़ेस कहते हैं इसी तरह हम इसे देखते हैं तो हो सकता है कि आपके पास ऑटोमोबाइल कार विंडशील्ड को ऑब्जेक्ट के साथ अच्छी तरह से संरेखित करना होगा यह तेज भिन्नता नहीं होनी चाहिए इस उद्देश्य के लिए भी हम फिलेट सर्फ़ेस का उपयोग करते हैं जब भी आप इन फिलेट सर्फ़ेस का उपयोग करने जा रहे हैं तो उपयोग करने का लोकप्रिय तरीका बी स्प्लिन सर्फ़ेस है जो वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अच्छी तरह से मैप किए जाएंगे इसी तरह एक सीएडी सॉफ्टवेयर में हम अन्य सर्फ़ेस का उपयोग करते हैं जिसका नाम ऑफसेट सर्फ़ेस है आपके पास एक सर्फ़ेस है जिसके संबंध में एक सर्फ़ेस एक ऑफसेट के साथ है इसी तरह की सर्फ़ेस हम इसे बनाना चाहते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास एक सिलेंडर है उदाहरण के लिए मेरे पास एक सिलेंडर है मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास एक और संकेंद्रित सिलेंडर हो अगर मैं इस तरह की चीज का निर्माण करने जा रहा हूं जिसे हम इस ऑफसेट सर्फ़ेस कहते हैं यहां हमारे पास कुछ एस्बेस्टस प्रकार की शीट है उसकी छत एक समानांतर चीज जिसे हम निर्माण करना चाहते हैं वह यह है कि हम यहां ऑफसेट सर्फ़ेस को भी कहते हैं यह देखने का सबसे आसान तरीका है यह वह कर्व या सर्फ़ेस है जो हमने पहली बार उस दिशा में सामान्य से एक बिंदु का निर्माण किया है एक विशेष त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचना जहां भी वह सर्फ़ेस एक स्पर्शरेखा बिंदु है उसे उठाएं कुछ ऐसा है हमारे यहां एक बिंदु है जिसकी ऑफसेट दूरी त्रिज्या एक वृत्त को खींचती है अब हम वहां एक स्पर्शरेखा बनाने जा रहे हैं ताकि इसका मतलब है हमारे पास वह बिंदु है तो अब उन बिंदुओं से जुड़ें एक ऑफसेट सर्फ़ेस का निर्माण करें यह सबसे आसान तरीका है जो वास्तव में किसी भी ऑफसेट का निर्माण कर सकता है अगर हम वास्तव में उस कर्व की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो हम विशेष कर्व का उपयोग करते हैं एक और टेर्मिनोलोजी भी है जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन 3 डी वस्तुओं का निर्माण कर रहे होते हैं जिसे हम चैमफर कहते हैं एक चेमफर मूल रूप से एक ताल पर मटिरियल को हटा रहा है हम इसे गोल नहीं करते हैं लेकिन हम सीधे उस सामग्री को काट देते हैं या एक तल कट की तरह हटा देते हैं उदाहरण के लिए यदि हम प्लानेर दृश्य को देख रहे हैं तो हम इस पर विचार करते हैं कि 2 आयामों में हमारे पास क्या वस्तु है हम वास्तव में उस सामग्री में कटौती को दूर करना चाहते हैं अतिरिक्त शेष सामग्री को हटा दें यदि हम ऐसा करते हैं कि हम उस को एक चेमफर कहते हैं अब हम इसेराउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर हम इसे फिलेट कहते हैं उदाहरण के लिए यहां हम ताजमहल के पास वास्तुकला की दृष्टि से देखें एक प्रवेश द्वार महान मीनार है अगर आप इन स्तंभों को देख रहे हैं तो ये स्तंभ स्तंभों की तरह नहीं हैं ये एक प्लेट की तरह कुछ हैं अगली प्लेट एक और प्लेट के साथ जुड़ी हुई है जो इस तरह की तेज कटौती है अगर हमारे पास यह है तो हम इसे चम्फरिंग कहते हैं चॉम्फरिंग हमेशा एक अच्छा कट होता है जो हमारे पास होता है क्योंकि वस्तु के दृष्टिकोण से आप उस तरह के हो सकते हैं आप उस चम्फर सर्फ़ेस पर कुछ प्रकार के चित्र बनाना चाहते हैं ताकि आपको घुमावदार सर्फ़ेस के बजाय सपाट सर्फ़ेस की आवश्यकता हो तो आप उस चम्फरिंग के साथ जाते हैं तो अगली कक्षा में हम सॉलिड वर्क्स के बारे में जानेंगे और उस उपकरण का उपयोग करने के कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे